सभी को नमस्कार तीसरे सप्ताह के दूसरे मॉड्यूल के लिए वापस आपका फिर से स्वागत है इसलिए पिछले हफ्ते के आखिरी मॉड्यूल में हम भाषा मॉडलिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम प्रभावी रूप से शब्द का उपयोग कर सकते हैं जहां पर यह उपयोगी साबित हो सकता हैं हम अगले विषय पर जाएंगे हम मोरफोलोजी morphology आकृति विज्ञान की जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके विभिन्न मॉड्यूल क्या हैं जो हमें information को कैप्चर करने में मदद करते हैं और अलग अलग भाषाई शब्द क्या हैं इसलिए आज हम भाषाई शब्दों के साथ शुरुआत करेंगे और फिर हम उन संभावित मॉड्यूल को समाप्त करेंगे जो इसे स्वचालित तरीके से capture करने मे हमारी मदद कर सकते हैं तो हम आज गणना आकृति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो मोरफोलोजी morphology आकृति विज्ञान क्या है आकृति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं कि शब्दों की आंतरिक संरचना क्या है तो किसी भाषा में एक विशेष शब्द दिया जाता है विभिन्न सार्थक इकाइयाँ क्या होती हैं जिनसे यह मिलकर बना होता हैं और यह एक छोटी इकाई होती है जिसे मोर्फेमेज़ कहा जाता है इसलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं इसलिए यदि मैं डॉग्स शब्द को लेता हूं तो यह दो अलग अलग इकाइयों से बना है एक वास्तविक जड़ शब्द डॉग् है और दूसरा एक प्रत्यय है जिसे शब्द पर लागू किया जाता है ताकि यह बहुवचन हो तो इस एकल शब्द डॉग्स में दो मोर्फेमेज़ हैं इसी तरह अगर मैं एक शब्द लेता हूं जैसे कि अनलेडीलाइक इसलिए हमारे यहाँ तीन अलग अलग इकाइयाँ हैं इसलिए ये तीन अलग अलग मोर्फेमेज़ हैं जिसका मतलब not हैं जो एक नकार या विरोध भी हो सकता हैं फिर एक महिला जो 1 अच्छा बर्ताव करने वाली महिला हैं लाइक मतलब जिसकी अपनी विशेषता है तो वहाँ तीन अलग अलग मोर्फेमेज़ हैं जो एक साथ इस एकल शब्द का गठन करते हैं इसलिए अब हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न भाषाई धारणाएँ क्या हैं जिन्हें आप तब जान सकते हैं जब हम आकृति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हों इसलिए उदाहरण के लिए अलोमॉर्फ क्या हैं इसलिए जेसे हैप्पी जैसा शब्द दिया अगर आपको इसे इसके विपरीत में बदलना है इसलिए हम अनहैप्पी एक शब्द बना सकते हैं लेकिन अगर मैं एक और शब्द रेशनल लेता हूं तो मैं i r का उपयोग करूंगा इसलिए मैं इररेशनल बनाऊंगा इसलिए यदि वे अलग अलग मोर्फेमेज़ हैं जो उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा सकते हैं जिन्हें वे एलोमोर्फ कहा जाता है तो यहां एक उदाहरण है तो एलोमॉर्फ हम एक ही मोर्फेमेज़ के अलग अलग प्रकार कह रहे हैं लेकिन सामान्य तौर पर हम एक दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते तो आइए यहां देखें इसलिए यदि मेरे पास शब्द हैप्पी हैं मैं u n का उपयोग कर अनहैप्पी बना सकता हूं अगर मेरे पास कोम्प्रिहेंसिबल शब्द हैं तो इसे में i n का उपयोग कर इनकोम्प्रिहेंसिबल बना सकता हू अगर शब्द पोसिबल हो तो मैं i m का उपयोग कर इमपोसिबल और रेशनल को मैं ईररेशनल कहूंगा लेकिन आप देख सकते हैं कि हम यहां I r को u n से बदल नहीं सकते इसलिए मैं यूनरेशनल नहीं कह सकता यह एक मान्य अंग्रेजी शब्द नहीं है इसलिए इस बात के विभिन्न तर्क हैं कि किसी विशेष शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है इनमें से किसी एक शब्द के कारण होने वाले फोएनिक्स स्वरों के कारण हो सकते हैं इसलिए इररेशनल आपके पास इररेशनल हैप्पी के साथ हैं हमारे पास अनहैप्पी हैं इसलिए अलग अलग शब्दों के लिए आपके पास अलग अलग तरह के मोर्फेमेज़ हैं जिन्हें आप विरोध करने के लिए लागू करते हैं तो यह एक विशेष कार्य के लिए है लेकिन टेंसेस और पर्सन जैसे सभी कार्यों के लिए और यह सब आपके पास फिर से लागू होने वाले विभिन्न प्रकार के मोर्फेमेज़ हैं इसलिए फिर से जब हम मोर्फेमस के बारे में बात करते हैं तो एक अंतर होता है जिसे बाउंड मोर्फेम वर्सेज फ्री मॉर्फेम कहा जाता है तो वो क्या हैं तो बंधे हुए मोर्फेमस वे शब्द हैं जो अपने आप में एक शब्द के रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए पिछले उदाहरण से अनहैप्पी इसलिए मैं यहाँ मोर्फेम un को नहीं ले सकता और इसे एक अकेले शब्द के रूप में उपयोग कर सकता हूँ तो यह एक और शब्द है जो इस शब्द के साथ जुड़ा होता है जो अनहैप्पी के साथ उपयोग किया जा सकता हैं इसलिए यह खुश के साथ जुड़ा है या कुछ अन्य शब्दों के साथ आप इसे उपयोग कर सकते हैं दूसरी ओर अगर मैं शब्द हैप्पी को लेता हूँ तो यह फ्री है इस पर इसका उपयोग जल्द ही किया जा सकता है इसी तरह हम कैसे इन दोनों श्रेणियों को बौण्ड तथा फ्री में बाँटते हैं तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं अतः बंधे हुए मॉर्फेम जैसे s हैं इसलिए इसका उपयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जा सकता है तो डॉग् के साथ हमारे पास डॉग्स हैं l y quick में जोड़ने पर quickly और e d को walk के साथ जोड़ने पर वॉक्ड बनता हैं तो ये सभी बंधे हुए मोर्फेम हैं और फ्री मोर्फेम हैं जब वे स्वयं द्वारा एक शब्द के रूप में प्रकट हो सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो वे अन्य मोरफेम्स के साथ भी जुड़ सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं घर को मोर्फेम की तरह लेता हूं तो यह अपने आप में एक शब्द के रूप में प्रकट हो सकता है लेकिन दूसरे मोर्फेम के साथ भी जोड़ा जा सकता हैं house के साथ s जोड़ने पर यह बहुवचन houses बनता है इसी तरह walk यह e d के साथ जोड़ा जा सकता है जो walked बनता हैं और अतीत का अनुभव कराता हैं और इस तरह ओर भी कुछ शब्द जैसे वगैरह में वे भी फ्री मोर्फेम हैं वे अपने दम पर प्रकट हो सकते हैं तो फिर एक और अंतर है और यह बहुत महत्वपूर्ण है जब हम आकृति विज्ञान मोरफोलोजी के बारे में बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जब मैं किसी शब्द के बारे में बात करता हूं तो इसके दो मुख्य भाग हो सकते हैं एक मुख्य स्टेम मुख्य शब्द है और दूसरा प्रत्यय है और यह एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते है इसलिए स्टेम और अफीक्सेस क्या हैं इसलिए जब हम किसी शब्द के बारे में बात करते हैं तो एक स्टेम मुख्य अर्थ असर वाला हिस्सा होता है तो अगर मैं boys एक शब्द लेता हूं इसलिए यहां का स्टेम boy होगा तो इसका मतलब यह है कि भाग असर कर सकता है और फिर विभिन्न बिट्स और टुकड़े pieces पिसेस हैं जो उस पर लागू किए जा सकते हैं जो कुछ निश्चित अल्ट्रा सर्टनग्रेमेटिकल फंकशनस होते हैं इसलिए मैं इस का उपयोग बहुवचन बनाने के लिए अप्लाई कर सकता हूं और इसलिए इन्हें अफेक्स कहा जाता है तो सामान्य तौर पर आप स्टेम और अफफेक्स के बीच एक संबंध कर सकते हैं और बॉन्ड और फ्री मोर्फेम के बिच मे भी तो आप कह सकते हैं कि स्टेम एक प्रकार के फ्री मोर्फेमस और अफेक्स एक तरह के बंधे हुए मोर्फेमस हैं इसलिए इस तरह का एक संबंध आप कर सकते हैं तो अब विभिन्न प्रकार के अफेक्स क्या हैं जो आप दिए गए स्टेम के साथ लागू कर सकते हैं इसलिए हमने सिर्फ s लगाने के एक सरल उदाहरण पर चर्चा की इसलिए यह अक्षर s बॉय के साथ लगाने पर बोइस बहुवचन होता है इसलिए इसे प्रत्यय suffix सफ़िक्स कहा जाता है जिसे शब्द के अंत में लागू किया जाता है लेकिन सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार के अफेक्स हैं जो लागू किए जा सकते हैं तो हम उपसर्गों प्रिफिक्स से शुरू करते हैं इसलिए उपसर्ग प्रिफिक्स शब्द से पहले लगाए जाते हैं तो अंग्रेजी में कुछ उदाहरण हैं जैसे un से unhappy anti से antinational pre से pre existing और इस तरह से और भी हमारे पास अन्य भाषाओं जैसे हिंदी और संस्कृत में भी ये उपसर्ग प्रिफिक्स हमारे पास उपसर्ग प्रिफिक्स FL हैं जिसे हम विभिन्न शब्दों या क्रियाओं के साथ उपयोग कर सकते हैं इसलिए ये उपसर्ग प्रिफिक्स हैं फिर हमारे पास ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द के बाद लागू होते हैं जैसे 1 शब्द talk मैं suffix i n g लगाकर एक नया शब्द talking बना सकता हूं इसी तरह शब्द quick मैं suffix l y लगाकर एक नया शब्द quickly बना सकता हूं अंत में और उदाहरण के लिए हिंदी के मामले में आपके पास यह अभ्यास हो सकता है जैसे FL और FL वगैरह जो शब्दों के बाद लागू हो सकते हैं फिर इसलिए प्रिफिक्स और सफ़िक्स प्रमुख सफ़िक्स हैं जो कि हमारे पास भाषा में हैं लेकिन कुछ भाषाओ में कुछ अन्य तरह के उदाहरण भी होते हैं तो एक infix कहा जाता है कि इसे उस तने के बीच में लागू किया जाता है जो ना तो उससे पहले या बाद में नहीं आता हैं इसलिए संस्कृत में उदाहरण है जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द हमारे पास है और हम वर्तमान काल में विंदति लगाते हैं जैसे लेटर n फोनिन n के बीच और v के बीच में लागू किया जाता है इसलिए यह vindati हो जाता है तो अन्य भाषाओं में भी उदाहरण हैं जैसे कि यहाँ फिलीपींस को लेते हैं यहा basa को इसे बनाने के लिए b a s a पढ़ा जाता है और अतीत काल रीड में परिवर्तित करने के लिए infix u m को बीच में लागू किया जाता है इसलिए हमारे पास b u m a s a है इसलिए u m को बीच में लागू किया जाता है जिसे infix इनफ़िक्स कहा जाता है अब जब आप अंग्रेजी के मामले में एक infix के बारे में सोचते हैं अंग्रेजी कॉमन नहीं है आम भाषा में infix का उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन सामान्य तौर पर हम अंग्रेजी में एक शब्द बना सकते हैं जिसमें इन्फिक्स का उपयोग किया जाता है तो यहाँ एक उदाहरण है कि अगर मैं एक शब्द अब्सोलुटली को लेता हूँ और एक शब्द ब्लडी जोड़ता हूँ तो आपके पास एक नया शब्द हो सकता है जैसे कि absolutely bloodilutely तो यहा जोर देने की बात यह है कि जो एसे शब्द आम अंग्रेजी में उपयोग नहीं किया जाते है पर लेकिन कुछ फिल्म संवादों और इस तरह के शब्द आ सकते हैं अंत में इसलिए आपको लगता है कि चौथी श्रेणी हो सकती है हमारे पास उपसर्ग प्रत्यय इन्फिक्स है इसका क्या अर्थ है कि एक प्रत्यय एक affix पहले और बाद में भी आता है इसलिए इसे परिधि सरकमफिक्स circumfix कहा जाता है तो यह एक ही शब्द के साथ साथ का अनुसरण करता है इसलिए डच में एक उदाहरण हैं आपके पास एक शब्द है माउंटेन बर्ग और इसे बहुवचन में बदलने के लिए हमारे पास एक एफिक्स है जिसे g e के साथ साथ बाद में भी लागू किया गया है तो पूरा एफिक्स g e t e है जिसे आधा पहले लागू किया गया है और आधा उसके बाद लागू किया गया है इसलिए इसे परिधि सरकमफिक्स circumfix कहा जाता है तो इस तरह के चार प्रत्ययों अफ्फ़िक्सेस के बीच पहले दो बहुत ही सामान्य उपसर्ग और प्रत्यय हैं और अंतिम दो केवल कुछ भाषाओं के लिए बताए हैं अब मोर्फेमस को कुछ अन्य श्रेणियों में भी विभाजित किया जा सकता हैं जैसे कंटेंट और फंशनल मोर्फेमस तो कंटेंट मोर्फेमस क्या हैं ये वे हैं जिसका एक सिमेंटीक अर्थ होगा इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं car जैसे किसी भी फ्री मोर्फेमस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो यह हमेशा एक कंटेंट मोर्फेमस है यह कुछ अर्थपूर्ण अर्थ देता है इसी तरह मैं एक मोर्फेम बाउंड मोर्फेम ले सकता हूँ जैसे कि यह भी एक अर्थ है कि एक शब्द दिया गया है यह कुछ करने में सक्षम होने की भावना रखता है तो दूसरी ओर कुछ ऐसे शब्द हैं जो फांकश्नल हैं जो सेमेंटीक कंटेंट को नहीं लेते हैं वे केवल कुछ व्याकरणिक कार्यों जैसे कि बहुवचन के लिए उपयोग किए जाते हैं जैसे कि तीसरे एकवचन के लिए वे दोनों फांकश्नल मोर्फेमस हैं आप इसे एक शब्द के बाद लागू करते हैं और इसका एक विशेष व्याकरणिक अर्थ है लेकिन यह सेमेंटीक नहीं हो सकता है इसमें ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है अब इस तरह के आधार पर आप किसी भी अफिक्स को किसी शब्द पर लागू करते हैं तो आप एक नया शब्द तैयार करेंगे इसलिए उदाहरण के लिए अगर मेरे पास एक शब्द वॉक है और मैं एक प्रत्ययsuffix सफिक्स i n g लगाता हूं नया शब्द वॉकिंग मिलता है तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक शब्द वाक को वॉकिंग में परिवर्तित करती है इसलिए कुछ निश्चित मोरफोलोजी को यहां डाल सकते हैं अब एक और उदाहरण लेता हूं मैं एक वर्ब ड्राइव लेता हूं और मैं कुछ एफिक्स जोड़ता हूं और एक नया शब्द ड्राइवर बनाता हूं तो अब क्या अंतर है जो आप दो प्रक्रियाओं में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह e r हो सकता जो ड्राइव में प्लस होकर आपको ड्राइवर देता है इसलिए ड्राइव से ड्राईवर बना रहे हैं वॉक से वॉकिंग बना सकते हैं तो क्या अंतर है जो आप दो प्रक्रियाओं में देखते हैं इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं पहले मामले में हम शब्द की ग्रामेटिकल श्रेणी को नहीं बदल रहे हैं तो यह एक वर्ब वॉक है यह क्रिया वॉकिंग भी है लेकिन हम कुछ ग्रामेटिकल जानकारी को एक कंटीनुयाशन टेक्स्ट के रूप में जोड़ते हैं दूसरी ओर आप ड्राइव वर्ब के साथ शुरू करते हैं और हम एक संज्ञा नाऊन noun बनाते हुए समाप्त होते हैं आप वर्ब की श्रेणी को मोरफोलोजी की इस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित करते हैं तो दो अलग अलग प्रकार की मोरफोलोजी प्रक्रियाएं होती हैं इसलिए इसे इनफ्लेकशन मोरफोलोजी कहा जाता है और इसे डेरिवेशनल मोरफोलोजी कहा जाता है इसलिए इस स्लाइड में हम इन दोनों के बीच अंतर देख रहे हैं तो वे आपको दो शब्दों के बीच संबंध बनाते हैं जो आपने बनाए हैं पहला मामला आपने वॉक से वॉकिंग शब्द तक बनाया है इसलिए इन दो शब्दों के बीच क्या संबंध है दूसरे मामले में आपने ड्राइव से ड्राइवर को बनाया इन दो शब्दों के बीच क्या संबंध है अतः इनफ्लेकशन मोरफोलोजी में यह संख्या दहाई स्थिति और लिंग के संदर्भ में परिवर्तन करता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप वर्ब ब्रिंग शब्द के साथ शुरू करते हैं तो आप मामले को बदल सकते हैं ब्रोट भी किया जा सकता है आप तीसरे व्यक्ति के लिए एकवचन ब्रिंगस भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं इसलिए वे इस शब्द की श्रेणी में परिवर्तन नहीं करते हैं लेकिन आप कुछ और ग्रामेटिकल जानकारी जोड़ते हैं तो इसे काल्पनिक आकृति विज्ञान इनफ्लेकशन मोरफोलोजी कहा जाता है आप केवल व्याकरणिक अर्थों में कुछ निश्चित जानकारी जोड़ रहे हैं जो शब्द की श्रेणी में परिवर्तन नहीं है दूसरी ओर आपके पास डेरिवेशनल मोरफोलोजी है जहां आप कुछ नए शब्द बनाते हैं और आप परिवर्तन को शब्द की श्रेणी भी बदलते हैं तो इसे भाषण का एक हिस्सा कहा जाता है जिसे हम चौथे मॉड्यूल के उसी सप्ताह में लेंगे तो यह शब्द की श्रेणी को बदल देता है इसलिए उदाहरण के लिए लॉजिक से आप तार्किक लोजिकल logical and इल लोजिकल illogical अतार्किक logicality लोजीकलिटी तार्किकता तर्कशास्त्री logician लोजीशियन वह सब बना सकते हैं वहां आप देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों में समान श्रेणी नहीं है वे अलग श्रेणियां मे एक नाउँन noun संज्ञा अड्वर्ब adverb क्रिया विशेषण और एड्जेक्टिव adjective विशेषण पर होती हैं सामान्य डेरिवेशनल मोरफोलोजी में भी इनफ्लेकशन मोरफोलोजी की तरह काफी व्यवस्थित है लेकिन कभी कभी कुछ डेरिवेशनस गायब हो जाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां कुछ अच्छे उदाहरण हैं इसलिए यदि मैं एक शब्द सिन्सियर लेता हूं तो सिन्सियरली स्केयर्स से स्केयर्ससिटी क्युरियस से क्यूरोसीटी बना सकता हूं लेकिन फियर्स से फियर्ससीटी की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए यदि आप पिछले शब्दों से देखना शुरू करते हैं तो यह बहुत है इसलिए वे बहुत नियमित हैंलेकिन कुछ शब्दों में संबंधित डेरिवेशनल मोरफोलोजी शब्द नहीं हैं अब हमने इस बारे में बात की है कि विभिन्न प्रकार के मोर्फेमेज़ कौन से हैं और क्या प्रक्रिया है विभिन्न प्रकार के अफ़फिक्स क्या हैं जिन्हें आप लागू कर सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर मोर्फ़ोलोजिकल प्रोसैस क्या हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए शामिल होती हैं इसलिए हम इस बारे में बात करेंगे तो एक सरल प्रक्रिया को कोंकेटिनेशन concatenation संघनन कहा जाता है इसलिए हम विभिन्न morphemes लेंगे और concatenate करके एक नए morpheme को बनाएगे इसलिए उदाहरण के लिए हैप्पी हम un को concatenate करके अन्हेप्पी बनाते हैं इसी प्रकार यहाँ होप hope आशा और लेस less कम एक साथ होपलेस और और un हैप्पी को अन्हेप्पी बनाते हैं तो हमाँरे पास i s t और s चार मोर्फेमेज़ हैं यदि आप एक साथ जोड़ते हैं और फिर एक ही शब्द या एकवचन मोर्फेमेज़ बनता हैं तो अब आप अलग अलग मोर्फेमेज़ को एक साथ जोड़ रहे हैं सीमा पर या जब वे होते हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं परिवर्तन अंतिम शब्द के उच्चारण के तरीके या अंतिम शब्द के लिखे जाने के तरीके में हो सकते हैं तो दो को फंडामिक fundamic मौलिक परिवर्तन और ग्रेफिक परिवर्तन कहा जाता है जिस तरह से शब्द लिखे गए हैं वह ग्रेफिक होता हैं और फेनोमिक जिस तरह से शब्द पढ़ा जाता है तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं इसलिए यदि मैं एक शब्द पुस्तक लेता हूँ और यदि मैं 1 मोर्फेम बूक और एक मोर्फेम s तो इन दोनों को कम्बाइन के बाद मुझे बुक्स मिलता हैं तो अगर मैं शु और s लेता हूं तो s का प्रनाऊनसीएशन मुझे शूस देता हैं इसलिए यहां यह s नहीं है यह z a है यह एक अलग शब्द है इसलिए शब्द के उच्चारण के संदर्भ में अंत पर होने वाले कुछ परिवर्तन हैं किस तरह से शब्द का उच्चारण होता हैं उसी तरह से अगर मैं शब्द हैप्पी happy खुश और e r शब्द लेता हूं इन बदलावों पर तो जहां में y में परिवर्तन i के द्वारा करता हु तो इसे मोर्फेम सीमा में वर्तनी परिवर्तन भी कहा जाता है इसलिए ऐसा हो सकता है कुछ मोर्फ़ोलोजिकल प्रोसैसस morphological processes रूपात्मक प्रक्रियाएँ भी होती हैं जैसे रिडूप्लीकेशन reduplication पुनर्वितरण तो फिर हम एक सफफिक्स suffix प्रत्यय में जोड़ रहे हैं जिसका आप स्टेम में कहीं भी रिडूप्लीकेशन कर सकते हैं इसलिए उदाहरण number language में है यदि मैं एक शब्द गो या लूक को लेता हूं और अगर मैं ध्यान से जांच करना चाहता हूं तो मैं गो को दोबारा कहूँगा इसी तरह से टैगालोंग में पढ़ने के लिए आपके पास basa है और अगर मैं कहना चाहता हूं तो मैं पढ़ूंगा बा बा बा सा तो आप एक भाग को फिर से पढ़ेंगे संस्कृत में फिर से यह बहुत ही सामान्य घटना या पुनर्विकास है मैं इस शब्द को बहुत पसंद करता हूं जो कि कूक है और अगर मैं इसे कूक्ड के रूप में बदलना चाहता हूं तो मैं pac को फिर से तैयार करके कहुगा papaca तो आप देखते हैं शब्द pa को फिर से परिभाषित किया गया है उन्हें रिडूप्लीकेशन किया जा सकता है कुछ भाषाओं में उदाहरण के तोर पर तेलुगु में है इसलिए कुछ वाक्यांश फिर से दोहराए जाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि चाइल्ड फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग इसलिए मैं यहां कहता हूं FL तो यहाँ FL दो बार दोहराया जा रहा है जबकि चलने के लिए कहा जा रहा है वहाँ अन्य मोर्फ़ोलोजिकल हैं जैसे सपलिशन जहां एक शब्द को पूरी तरह से उस चीज़ से बदल दिया जाता है जिसका सतह लेबल पर कोई संबंध नहीं है तो मेरे पास एक शब्द गो है और इसे मैं पिछले काल में परिवर्तित कर रहा हूं और यह वेंट बन गया इसलिए आप गो तथा वेंट में किसी भी कनेक्शन नहीं कर सकते हैं और यह सतह लेबल है यह सरल सपलिशन है इसी तरह गुड को मैं ओर बेटर बना सकता हूं और इसके लिए अंग्रेजी में कई उदाहरण हैं कभी कभी मोर्फेम में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं इसलिए गायन से आप बहुवचन में परिवर्तित करना चाहते हो इसलिए गायन से आप सेंग और संग अलग अलग काल के लिए बहुवचन में परिवर्तित हो सकते हैं और आप मेन से m e n और गूस से गीस बहुवचन पाते हैं तो आप उनके परिवर्तनों को देखते हैं जो आंतरिक रूप से शब्द में हैं आप कोई नया प्रत्यय नहीं जोड़ रहे हैं फिर जब हम शब्द निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और प्रक्रिया है जिसे कोम्पौंडींग compounding यौगिक कहा जाता है तो यह है कि मैं दो अलग अलग शब्द ले सकता हूं और उसमें से एक कोम्पौंडींग बना सकता हूं और यह कोम्पौंडींग भाषण के विभिन्न भाग से हो सकता है उदाहरण के लिए अंग्रेजी में मैं दो एड्जेक्टिव adjectives विशेषण बिटर bitter कड़वा और sweet मीठा ले सकता हूं इसलिए मैं एकल कोम्पौंडींग बिटर और स्वीट विशेषण बना सकता हूं मैं दो नाउँन्स nouns संज्ञाएं रैन rain बारिश और बो bow धनुष ले सकता हूं मैं एक नाउँन्स रैनबो बना सकता हूं मैं एक नाउँन्स pick पीक और पॉकेट ले सकता हूं और यह एक वर्ब verb क्रिया पिकपॉकेट बन जाता है इसी तरह दिलचस्प उदाहरण है जो की यौगिक भाषाओं के लिए बहुत विशेष हैं तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि रूम टेम्परेचर जो कि अंग्रेजी में एक कम्पाउण्ड है लेकिन क्या हिंदी में भी इसका एक कम्पाउण्ड है तो आप कभी FL नहीं एकल यौगिक के रूप में आप कहेंगे इसका मतलब है कि इस तरह के कम्पाउण्ड का पता लगाना मशीन ट्रांसलेशन Translation अनुवाद जैसे एप्लिकेशन के लिए दिलचस्प समस्या है इसलिए जहाँ आप सीधे शब्दों को इक्विलेंट equivalent समकक्ष टार्गेट भाषाओं में नहीं बदल सकते हैं इसलिए आप रूम के साथ टेम्परेचर को FL से संयुक्त नहीं कह सकते हैं आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि दो शब्दों के बीच और उसके अनुसार एक यौगिक अनुवाद है फिर एक और प्रक्रिया होती है जिसे उदाहरण के लिए एक्रोनम acronyms समरूपता कहा जाता है लेज़र शब्द एक acronyms है फिर ब्लेंडिंग blending सम्मिश्रण होता है तो यह फिर से एक बहुत ही सामान्य लिंग्गुइस्टिक linguistic भाषाई प्रक्रिया है इसलिए जहां आप दो शब्द लेते हैं और फिर आप एक साथ जोड़ते हैं उन्हें एक नया शब्द बनाने के लिए एक साथ मिलाते हैं लेकिन आप दोनों शब्दों से ले रहे हैं लेकिन आप पूर्ण शब्द नहीं ले रहे हैं तो उदाहरण ब्रेकफ़ास्ट breakfast नाश्ता और लंच lunch दोपहर है जिसे आप एक साथ ले जा सकते हैं और ब्रंच जैसा एक नया शब्द बना सकते हैं इसी तरह स्मोक smoke धुआँ और फोग fog कोहरा को जोड़करआप एक नए शब्द को स्मोग बनाते हैं मोटर और होटल मिलकर मोटल जैसे शब्द बनाते हैं और यह एक क्लिपिंग प्रक्रिया है तो यह है कि संदर्भ समय 2113 उदाहरण के लिए बहुत इस्तेमाल किया मैंरे पास डॉक्टर जो doc बन गया लेबोरेट्री laboratory प्रयोगशाला लेब और advertisement विज्ञापन add हो जाता है डोरमीटरी dormitory छात्रावास dorm हो जाता है और एकसांमिनेशन examination परीक्षा exam हो जाती है बाइसिकल bicycle साइकिल बाइक बन जाती है और रेफ्रीज्रेटोर refrigerator फ्रिज फ्रिज हो जाता है इसलिए यह क्लिपिंग है इतने लंबे शब्दों को छोटा किया जाता है तो NLP के संधर्भ में यह सभी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो अब आकृति विज्ञान में होती हैं इसलिए हम इस बारे में बात करेंगे कि हम आकृति विज्ञान की प्रक्रिया कैसे करते हैं इसलिए क्या करते हैं यह आकृति विज्ञान के प्रसंस्करण तक क्या करता है इसलिए अलग अलग चीजें क्या हैं जो की जाती हैं इसलिए एक सरल बात लेमेटायजेशन है कि दिये हुए एक शब्द के मूल की पहचान कर सकता है कि लेमा क्या है एक उदाहरण तौर पर यदि आपको एक शब्द सॉ देते हैं क्या मैं बता सकता हूं कि मूल शब्द क्या है यदि यह एक verb क्रिया है जो मूल शब्द है वह सी हैं लेकिन अगर यह संज्ञा नाऊँन है तो मूल शब्द स्वयं सॉ जाएगा तो आप पा सकते हैं कि मूल शब्द सिलि क्या है यह लेमा है यह एक रूपात्मक विश्लेषण भी है तो यह एक शब्द भी है लेकिन मैं यह पता लगा सकता हूं कि उस शब्द की रूपात्मक श्रेणी के साथ संबंधित लेमा क्या है इसलिए यह विशेष टैग है तो उदाहरण है कि मैं वर्ब saw शब्द लेता हूं क्या मैं बता सकता हूं कि यह क्रिया अतीत की क्रिया है या saw शब्द 1 लेमा है और यह एक संज्ञा विलक्षण संज्ञा है तो यह दिए गए शब्द का रूपात्मक विश्लेषण है फिर टैगिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है इसलिए जहां मुझे पता चलता है कि वास्तविक क्या है तो इस शब्द की वास्तविक श्रेणी क्या है इसलिए यहाँ अंतर मोरफोलोजी एनालिसिस morphology analysis आकृति विज्ञान विश्लेषण से है जिसे मुझे भी स्पष्ट करना होगा तो रूपात्मक विश्लेषण आपने देखा कि मैं दो अलग संभावनाएं दे रहा था टैगिंग में मुझे यह पता लगाना है कि यहां वास्तविक सही ग्रेमेटिकल कैटेगरी grammatical category व्याकरणिक श्रेणी क्या है इसलिए मेरे पास एक वाक्य है पीटर सॉ हर मुझे पता है कि सा शब्द या तो एक संज्ञा या क्रिया हो सकता है और हमने उनके लेमा भी देखे हैं लेकिन क्या मैं कह सकता हूं या क्या मैं इसमें बता सकता हूं इस विशेष संदर्भ सॉ शब्द केवल एक क्रिया वर्ब है और संज्ञा नाउँन नहीं होगी तो क्या मैं वास्तविकता स्पष्ट कर सकता हूं इसका मतलब यह है कि कैसे टैगिंग मोरफोलोजी एनालिसिस morphology analysis आकृति विज्ञान विश्लेषण से अलग है और फिर हमारे पास एक मोरफोलोजी सेग्मेंटेशन morphology segmentation आकृति विज्ञान विभाजन है जहां एक शब्द दिया गया है जिसमें मैं अलग अलग morpheme के साथ शामिल कर सकता हूं इसलिए मेरे पास एक शब्द डिनेशनलाइजेशन denationalization वंचनाकरण है मैंने डी नेशन कहा a l i z ation अलग अलग प्रकार morpheme हैं जो इस शब्द में हैं इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं के बीच सामान्य तौर पर टैगिंग का हिस्सा बहुत लोकप्रिय है तो उसके लिए कुछ समय पहले और उसके बाद हम जल्दी से देखेंगे कि मोरफोलोजी एनालिसिस लेमेटाइजेशन क्या है कैसे किया जाता है और अंत में सामान्यीकरण की ये प्रक्रिया भी है जहां मैं एक शब्द एक मूल शब्द और एक विशेष ग्रेमेटिकल कैटेगरी grammatical category व्याकरणिक श्रेणी ले सकता हूं और मुझे इससे एक नया शब्द उत्पन्न करना होगा तो देखें और मैं पास्ट टैन्स उत्पन्न करना चाहता हूं मैं यह NLP में जानना चाहता हूं यह बहुत लोकप्रिय नहीं है जब तक आप नेशनल लेंगुएजे जनरेशन national language generation राष्ट्रीय भाषा पीढ़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां आप इसका उपयोग करना चाहते हैं इस प्रक्रिया में जाने से पहले ऐसा करने की उपयोगिता क्या हो सकती है हमें मोरफोलोजी एनालिसिस करने में रुचि क्यों होनी चाहिए उदाहरण के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस भाषण संश्लेषण के लिए पाठ तो भाषण संश्लेषण के लिए पाठ क्या है आपने कुछ ऐसा देखा है जो लिखा है और आपको यह पता लगाना है कि इसके लिए स्पीच है तो अब अगर आपके पास एक शब्द लीड जो कही लिखा हैं तो अब इस पर निर्भर करता है कि यह एक संज्ञा है या एक क्रिया है आपके पास संज्ञा या एक क्रिया के आधार पर उस लीड वर्सेज लेड के लिए एक अलग उच्चारण होगा इसलिए पाठ से यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि यह एक संज्ञा है या क्रिया उसी तरह से यह बात रीड तथा रेड के साथ लागू होती है सामान्य तौर पर यह अन्य चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसे खोज और सूचना को पाना इसलिए निश्चित स्थान को कम करने के लिए एक मोर्फोलोजिकल morphological रूपात्मक श्रेणी का उपयोग करना चाहते हैं और मशीन ट्रांसलेशन में भी हमने कुछ उदाहरण देखे है और विशेष रूप से क्योंकि यदि आप मोर्फोलोजिकल morphological रूपात्मक श्रेणी को जानते हैं तो आप टार्गेट भाषाओं के लिए पता लगा सकते हैं कि संबंधित अफफिक्स affix प्रत्यय क्या है या अलग अलग शब्द इसका उपयोग उस भाषा और व्याकरणिक त्रुटि सुधार और सभी में किया जा रहा है इसलिए यदि आप जानते हैं कि इस शब्द की रूपात्मक श्रेणी क्या जो कुछ भी लिखा गया है यदि आप यह पता लगा सकते हैं कि यह सही आकृति विज्ञान नहीं है जिसका उपयोग आप इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं तो अब मोर्फोलोजिकल विश्लेषण क्या है जैसा की यह पहले देखा गया है इसलिए जब मैं इनपुट करता हूं तो हमारे पास केट्स केट् सिटिज़न जैसे शब्द होते हैं और एक आउटपुट के रूप में केट्स की तरह एक शब्द खोजना चाहता हूं यहां केट् की मूल क्रिया क्या है संज्ञा श्रेणी क्या है और यह एक बहुवचन है जैसे की केट् प्लस n प्लस p1 कुछ ऐसा है इसलिए इस तालिका में इसलिए यदि मैं बाएं कॉलम के अनुसार बाईं ओर दिया गया इनपुट लेता हूं तो मैं राइट कॉलम की तरह आउटपुट चाहता हूं तो जो आउटपुट मैं उत्पन्न करेगा उसमें अतिरिक्त जानकारी होगी जैसे कि यह एक संज्ञा है यह s g के लिए बहुवचन एकवचन pl के लिए बहुवचन है और इस तरह v क्रिया के लिए है तो यह सभी जानकारी है जो मैं दिए गए शब्द से प्राप्त करना चाहता हूं अब रूपात्मक विश्लेषण करते समय क्या मुद्दे शामिल हो सकते हैं एक विशेष समस्या है की यह बहुत नियमित नहीं है उदाहरण के लिए शब्द बॉय से मुझे बहुवचन बोइस मिल सकते हैं लेकिन क्या होता है अगर मैंने fly की तरह इनपुट लिया मुझे f i l e s मिलता हैं Iतो यह आप देखते हैं कि वे बाउंडिंग में परिवर्तन करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के टूल का अनुसरण कर रहे हैं इसी तरह अगर मैं टोलिंग जैसा शब्द लेता हूं तो मुझे toil मिल सकता है लेकिन क्या होता है अगर मैं डकलिंग जैसा कोई इनपुट देता हूं तो क्या मुझे उसी तरह का पूरा इस्तेमाल करना डकल पाने के लिए चाहिए जो की अंग्रेजी शब्द के लिए सही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डकलिंग एक सही अंग्रेजी शब्द नहीं है जब एक डकलिंग जैसा इनपुट मेरे सिस्टम को प्रदान करता है इसी तरह गेटर से मुझे g e t plus e r doer d o plus e r से मिलता है लेकिन बीयर जैसे इनपुट दिए जाने पर क्या होता है क्या मुझे b e plus e r जैसा आउटपुट मिलता है तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आकृति विज्ञान को संसाधित करने में शामिल हैं अब अगर मुझे इन मुद्दों को हल करना है तो मुझे क्या अलग अलग ज्ञान होना चाहिए इसलिए मुझे अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों या फलों के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए मुझे यह जानना होगा कि duck एक रूट वर्ब है लेकिन अंग्रेजी में duckl संभव रूट नहीं है तो हमें अंग्रेजी के कुछ प्रकार के शब्दकोश की आवश्यकता है जो यह बताए की अंग्रेजी में विभिन्न संज्ञा और क्रिया वगैरह हैं और क्या हैं मुझे मॉर्फोटैक्टिक्स का कुछ ज्ञान होना चाहिए कि मॉर्फोटैक्टिक्स क्या है वह यह है कि किस तरह के मोर्फेम अन्य प्रकार के मोर्फेम का पालन करते हैं उदाहरण के लिए अगर मुझे संज्ञा को बहुवचन में बदलना है मुझे पता है कि बहुवचन मोर्फेम हमेशा संज्ञा का पालन करते हैं तो यह मॉर्फोटेक्टिक्स की जानकारी है जो मोर्फेम का अनुसरण करती है जो मोर्फेम हैं फिर मुझे यह जानकारी भी होनी चाहिए कि कुछ विभक्ति केवल कुछ शब्दों पर ही होते हैं न कि हर चीज पर तो d o पर मैं doer पाने के लिए e r लगा सकता हूँ लेकिन b e पर क्रिया b e के लिए मैं बीयर जैसा शब्द पाने के लिए e r नहीं लगा सकता तो यह फिर से इन बाधाओं में से है और फिर मैं वर्तनी परिवर्तन नियमों के बारे में कुछ चिंता की जरूरत है तो फिर जब भी मेरे पास शब्द मिलता है जैसे की get मे e r लागू करता हूं तो यह getter में बदल जाता है इसलिए समाप्ति t के दोहराव पर सिर्फ दोहराव है तो आपके पास एक सवाल यह हो सकता है कि मैं सब कुछ एक बड़े शब्दकोश लेक्सिकॉन में क्यों नहीं डाल सकता तो यह सभी मूल शब्द हैं और उनके सभी रूपात्मक संस्करण क्यों वे पहले से ही एक बड़े शब्दकोश लेक्सिकॉन में नहीं डाल सकते हैं और वहां मैं नया शब्द भी खोज सकता हूं मैं लेक्सिकॉन में खोज सकता हूं कि वास्तविक शब्द और इसकी श्रेणी क्या है यदि वे देश के हिसाब से परिमित हैं तो दो अलग अलग कारण हैं कि क्यू यह बहुत अच्छा समाधान नहीं हो सकता है इसलिए यदि आप किसी भी भाषा जैसे अंग्रेजी को ही लेते हैं तो यह बहुत आसान है इसलिए जहां दिए गए हैं लेकिन वे मोरफोलोजी के संदर्भ में बहुत भिन्नताएं नहीं हैं तो यह डेटा सेट से कुछ रणनीतियाँ हैं कि अंग्रेजी में मोटे तौर पर आप 90000 लेक्सिकल lexical शाब्दिक प्रविष्टियाँ लेते हैं और आपको उन सभी संभावित मोरफोलोजीकल रूपों का पता चलेगा जो आप उत्पन्न कर सकते हैं फिर आप 3521 का अनुपात पाते हैं जो उस शब्द से है जो आप लगभग उत्पन्न कर सकते हैं अंग्रेजी में उस शब्द सहित 35 से बहुत अधिक वेरिएंट हैं लेकिन यह अन्य भाषाओं के लिए सही नहीं है उदाहरण के लिए यही बात यदि आप संस्कृत भाषा के लिए करते हैं तो आपके पास 170000 प्रविष्टियों का एक अक्षर है लेकिन यदि आप रूपों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो आप जिस अनुपात के साथ आते हैं वह 647 जैसा 1 होता है इसलिए 11 मिलियन फॉर्म उत्पन्न होते हैं जो कि संख्या में बहुत बड़े हैं तो 64 एक बहुत बड़ा अनुपात हैं 35 की तुलना में लेकिन फिर से यह अब के लिए हो सकता है कि यह एक बहुत बड़ी संख्या न हो फिर भी आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह एक बड़ा शब्दकोष में रखा जाएगा और आप उस पर खोज कर सकते हैं लेकिन एक और समस्या यह है कि आप नए शब्दों को खोजते रह सकते हैं और इसके रूपों को उत्पन्न करने के लिए समान मोरफोलोजीकल प्रक्रियाओं को लागू कर सकते हैं और आप इन शब्दों को पहले से नहीं जानते हैं इसलिए आप उनके मोरफोलोजीकल वेरियंट्स को लेक्सिकॉन में संग्रहीत नहीं कर सकते इसलिए यदि आप कर सकते हैं तो एक शब्द से मेलिंग के लिए मूल्यवान में किस तरह के नियमों को स्टोर कर सकते हैं तो इसका बहुवचन एक नया बहुवचन रूप देता है आप इसके मूल रूट शब्द का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो इसीलिए हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल संभवत किया जाता है और इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय विधि में से कम्प्यूटेशनल मोरफोलोजी एक है अंत में यह तरीके अंग्रेजी की तरह पहले बहुत लोकप्रिय थे और बाद में अन्य भाषाओं के लिए भी जैसे भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा तो अब भी अगर आप मोरफोलोजी आकृति विज्ञान कि प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं तो यह तरीके सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक हैं इसलिए इस व्याख्यान में हमने रचना आकृति विज्ञान के बारे में बात की अब लिंगुस्टिक टेर्मिनोलोजी linguistics terminologies भाषाविज्ञान शब्दावलियाँ क्या हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है जैसे कि NLP प्रोस्पेक्टिव prospective परिप्रेक्ष्य क्या है और अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे कि मैं इस प्रोसेसिंग के लिए अंतिम चरण में इन विधियों का उपयोग कैसे करूं